नमस्कार दोस्तों आज की बात में हम सामाजिक नेटवर्क मीडिया नेटवर्क और जिस तरह से वे हमारी पहचान को बढ़ाते हैं के बारेमे बात करने जा रहे है इससे पहले हम पहले से ही समूह गतिशीलता के कुछ क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं हमने बातचीत कौशल और बोलने के कौशल के साथ काम किया है और इनमें से कुछ चीजें दिलचस्प तरीके से नेटवर्क की अवधारणा से जुड़ी हुई हैं हालाँकि आज हम जो करने जा रहे हैं वह थोड़ा अलग होगा और ये कुछ चीजें हैं जो एक साथ होंगी पहली बात एक सामाजिक संदर्भ के भीतर नेटवर्किंग कौशल निवास करता है हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि यह सीधे उस क्षेत्र से संबंधित है जिसे हम आज कवर करने जा रहे हैं वह भी सीधे तौर पर सॉफ्ट स्किल से संबंधित है जो इस पूरे पाठ्यक्रम के बारे में है संचार के बारे में है जिसके बारे में फिर से यह पाठ्यक्रम है प्रासंगिकता नेटवर्किंग यह महत्वपूर्ण कैसे है फिर हम नेटवर्क और नेटवर्किंग की एक अधिक तकनीकी परिभाषा के लिए जाएंगे विशेष रूप से तकनीकी संदर्भ में हम विभिन्न स्तरों के बारे में बात करेंगे जिस पर नेटवर्क का आम तौर पर विश्लेषण किया जाता है हम टेक्नालजी के संदर्भ में नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे जो नेट है हम सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे उनके विभिन्न घटक प्रासंगिकता और निहितार्थ के बारेमे बात करेगे और हम इन बातों पर भी चर्चा करेंगे वास्तव में एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में नेटवर्किंग का अध्ययन या एक अच्छा नेटवर्किंग कौशल होने का विस्तार करें क्योंकि इनमें से कुछ कौशलों के बारे में जिन पर हमें बात करनी होगी हम उन कौशलों या कौशलों का पता लगाने की कोशिश करेंगे जो सामान्य कौशलों से परे हैं जिन्हें हम सीखते हैं जब हम सामाजिक स्तर पर और जब हम नेटवर्क पर एक पारस्परिक स्तर पर सामाजिक स्तर पर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करे बिना इसलिए जब हम कुछ अन्य चीजों का उपयोग करना शुरू करते हैं तो हम उन चीजों पर भी संज्ञान लेंगे और हम उनका पता लगाएंगे नेटवर्किंग स्किल्स एक समुदाय में सफल होने के लिए हमें कुछ नेटवर्किंग स्किल्स की आवश्यकता होती है आप देखते हैं कि अगर हमारे पास दोस्त नहीं हैं अगर हम लोगों के साथ संबंध नहीं रखते हैं तो हमें मनोचिकित्सक या परामर्शदाता खोजने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि आप देखते हैं कि उद्धरणों के भीतर समाज नेटवर्किंग के भीतर एक सामान्य स्वस्थ संबंध बहुत आवश्यक है इसलिए मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप सामाजिककरण करने जा रहे हैं यदि आप हमारे संचार कौशल के साथ साथ हमारे सॉफ्ट स्किल का भी अच्छा उपयोग करने जा रहे हैं तो समाजीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको कनेक्शन की आवश्यकता है आपको प्रभाव डालने की आवश्यकता है और किसी के पास जो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है वह संभवतः अधिक आसानी से अधिक चीजें करने में सक्षम है इसलिए माइंड सेट को बदलना होगा यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आम तौर पर लोगों के साथ बातचीत नहीं करते हैं तो लोगों के साथ बातचीत करने की आदत बनाएं कुछ चीजें जो हमने सुनने बोलने और बातचीत करने के कौशल के साथ साथ की कुछ चीजें हम करेंगे जब हम सहानुभूति पर चर्चा करेंगे तो इन कौशल को विकसित करने के लिए यह प्रासंगिक होगा इसलिए एक सकारात्मक सोच रखें एक सकारात्मक माइंड सेट विकसित किया जाएगा जब आपके पास एक उद्देश्य होगा आपके पास लक्ष्य का एक निश्चित सेट होगा और एक सकारात्मक मानसिकता के साथ जो नेटवर्क के साथ है जिसे संपर्क करना है विकसित करना है के साथ संपर्क विकसित करना भी स्वचालित रूप से होगा हमें बताएं कि यदि आप विज्ञापन के क्षेत्र में रुचि रखते हैं जाहिर है आप ऐसे लोगों की खोज करना शुरू कर देंगे जो उस खास लाइन में हैं जो बहुत करीबी दोस्त हैं ठीक है आपको उनके साथ दोस्ती मिलेगी लेकिन नई दोस्ती नए रिश्ते शायद उस क्षेत्र और संबंधित क्षेत्रों में होंगे इसलिए आप देखते हैं कि अगर आपके पास लक्ष्यों का एक सेट है तो नेटवर्किंग करना आसान है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को बातचीत करने और नए लोगों को मौका देने दें क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपके जीवन मे कौन एक निश्चित अंक पर सहायक होने वाला है तो आपकी यह आदत हो सकती है दूसरी बात कि आपको किससे संपर्क करना चाहिए आप एक मानसिक मानचित्र बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद कहा था आपके लिए एक मानसिक मानचित्र विकसित करना आसान होगा कि आपको किसके संपर्क में रहना चाहिए मानवीय संपर्क जब उन चीजों की बात आती है जिन्हें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है जब आप नेटवर्किंग विकसित कर रहे होते हैं तो वास्तविक होना चाहिए दोस्त बनाये केवल कांटेक्ट न बनाये वे केवल व्यवसायिक लोग नहीं हैं इसके संबंध पक्ष को देखें क्योंकि अगर हम एक इंसान के रूप में व्यवहार करते हैं तो यह बहुत आसान है बातचीत करने से लगता है कि यह वास्तविक व्यक्ति के रूप में उस व्यक्ति के लिए बहुत आसान है जुड़े हुए लोगों के साथ दोस्त बहुत मदद कर सकते हैं क्योंकि यदि आप किसी को नहीं जानते हैं तो किसी और को उस व्यक्ति के बारे में पता होगा और यह मदद करेगा अलगाव की छह डिग्री की एक अवधारणा है जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे जो सभी दोस्तों के बारे में है फॉलो उप उन संपर्कों को बनाए रखें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दोस्ती स्थापित करना बहुत आसान है लेकिन उसे बनाए रखना बहुत कठिन है और आपको उस पर काम करने की आवश्यकता है क्योंकि आपको संचार चैनल को खुला रखने की आवश्यकता है लोगों को पता होना चाहिए कि आप उन्हें बिना किसी मतलब के हैलो कह रहे हैं अगर आप उन्हें तब बुलाते हैं जब आपको उनकी आवश्यकता हो तब वे आपको स्वार्थी मानेंगे और फिर निश्चित रूप से ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए और इनमें से कई चीजें जो आप नहीं करने वाले हैं वे चीजें हैं जिन्हें हमने कवर किया है जब हमने समूह गतिकी के बारे में बात की है जब हमने बातचीत कौशल सुनने और बोलने कौशल संचार की मूल बातें के बारे में बात की है इससे पहले कि हम नेटवर्क की ज़रुरत पर बात करें मुझे यह समझाने दें कि हम जीवन भर नेटवर्किंग करते रहे हैं चाहे हम इसे पसंद करें या न करें क्योंकि सहयोग के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं यदि आप प्रारंभिक समाजों को देख रहे हैं यदि आप इतिहास की पुस्तक देख रहे हैं तो कुछ प्रारंभिक समाजों में मानव विज्ञान की पुस्तकों में आप पाते हैं कि वे केवल सहयोग के आधार पर बच गए थे आप देखते हैं कि कई समुदायों में कुछ नियम थे जैसे कि अगर कोई शिकार करने वाले समुदायों को देख रहा है यदि कोई व्यक्ति भोजन का शिकार करने में कामयाब रहता है तो उसका काम उस भोजन को हर किसी के साथ साझा करना है क्यों क्योंकि जब तक वह इसे हर किसी के साथ साझा नहीं करता है तब तक हम समुदाय को भूखा रखते हैं और कल वह हमें एक और खाद्य वस्तु मिलने के लिए गारंटी नहीं देता है इसलिए साझा करना जीवित रहने का सबसे सुरक्षित तरीका था इसलिए सहयोग बहुत महत्वपूर्ण था यदि आप प्राचीन परंपरा को देख रहे हैं यदि आप हमारी अपनी जड़ों को देख रहे हैं तो हम पाते हैं कि हमने नेटवर्क के साथ शुरुआत की और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने नेटवर्क किया हम विकसित हुए और हम एक सभ्यता में विकसित हुए यदि आप सभ्यता की वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं तो मैं नेकेड इकोनॉमिक्स से एक उदाहरण लेना चाहता हूं जहां आप देखते हैं कि व्हीलन एक मशीन के बारे में बात करता है की एक मशीन की कल्पना करें जिसमें आप उदहारण के लिए 10 0000 बोरी गेहु डालते हैं २०००० बोरे चीनी ५००००० बोरे मक्खन के पैकेट वगैरह वगैरह डालते हैं और दिन के अंत में और प्रक्रिया के अंत में विशेष मशीन के दूसरी तरफ से एक बड़ा हवाई जहाज निकलता है और फिर वह हमें बताता है कि ऐसी मशीन वास्तव में मौजूद है जो विनिमय है जो वस्तु विनिमय है जो लेनदेन है क्योंकि आप देखते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की चीजों का उत्पादन कर रहे हैं और हम उन्हें एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं और यह नेटवर्किंग की अवधारणा के बिना लेनदेन की अवधारणा के बिना संभव नहीं होगा इसलिए ठीक उसी समय से जब आर्थिक विकास हुआ विशेषज्ञता विकसित हुई तभी से नेटवर्किंग हो रही है हालाँकि सोशल नेटवर्किंग कुछ अलग है और जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया जब हम खुद को अलग करते हैं और हम किसी और के साथ बातचीत नहीं करते तब इसका मतलब यह नहीं है कि हम भोजन नहीं खरीदने जा रहे हैं जो किसी और द्वारा निर्मित किया गया हो हम टीवी नहीं देखने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो इसलिए जो कुछ भी हम अपने आस पास देखते हैं किसी और ने बनाया है तो आप देखते हैं कि ये सभी सहयोग या विनिमय के कार्य हैं लेकिन वे सूचनाओं की नहीं बल्कि वस्तुओं और उत्पादों का आदान प्रदान करते हैं लोगों के बीच संज्ञानात्मक या भावनात्मक घटकों के लिए कहने और देने के लिए नहीं है जो कि नेटवर्किंग के बारे में है तो आप देखते हैं कि क्लब और फ़ोरम जिस क्षण आप एक नई जगह में शामिल होते हैं वहाँ जाने के लिए कुछ जगह होती है यहां तक कि हमें उसी चीज़ का विस्तार करने या सोशल मीडिया पर पहचाने जाने की बात कहते हैं वे सभी नेटवर्क की कोशिश करने की इस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं हम इस विशेष आरेख को देखें जहाँ यह आप हैं और ये आपके पांच मित्र १ २ ३ ४ और ५ हैं आप पाएंगे कि एक पी एन और जेड नेटवर्क है और नंबर 2 आप हैं चार को k के साथ नेटवर्क किया गया है l 5 को आपके साथ तीन को वाई एक्स और आप से नेटवर्क है 1 को r से नेटवर्क किया गया है जबकि p को केवल एक के साथ नेटवर्ककिया गया है और दो को किसीसे नहीं तो अगर आप भी इस आरेख को देख रहे हैं तो इससे हमें यह अंदाजा होता है कि आप बहुत अच्छे नेटवर्क वाले व्यक्ति हैं क्योंकि आपके मित्र हैं यहाँ तक कि एक के भी पाँच मित्र हैं लेकिन कुछ अन्य के इतने मित्र नहीं हैं जैसे z में 1 2 और 3 मित्र हैं और कहते हैं कि x yp में केवल एक मित्र है इसलिए यह हमें बताता है कि कोई ऐसा तरीका है जो किसी का अच्छी तरह से नेटवर्क या कम नेटवर्क है यह प्रासंगिकता है क्योंकि यह हमें एक विचार देता है यह सिर्फ एक तरह का छोटा सा उदाहरण है कि कैसे लोगों और नेटवर्क को देखकर भी हम उनके महत्व के बारे में कुछ अनुमान लगाने में सक्षम हैं उदाहरण के लिए कोई यह कह सकता है कि आप प्रभावशाली हैं क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त हैं जबकि p बहुत प्रभावशाली नहीं है क्योंकि वह केवल एक व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है यह प्रभाव की सिर्फ एक श्रेणी है अन्य चीजें भी आती हैं जैसे कि इन लोगों के साथ आपका कैसा रिश्ता है वे यह भी तय करेंगे कि आप कितने प्रभावशाली हैं लेकिन जिस अंक को मैं बनाने की कोशिश कर रहा था वह यह था कि नेटवर्किंग हमारे जीवन का बहुत अहम् हिस्सा है और यह एक ऐसी चीज है जिसका अध्ययन नेटवर्क विश्लेषण सामाजिक नेटवर्क विश्लेषण के रूप में जाना जाता है हालाँकि हम उस में नहीं जाएंगे लेकिन हम यह करेंगे इस बारे में बात करते हैं कि क्या हम सिर्फ छह डिग्री जुदाई का उल्लेख करते हैं और इस बारे में बहुत सारे प्रयोग किए गए थे मान लीजिए कि हमने x और y कहा है और x वह व्यक्ति है जो भारत में रहता है और y कोई ऐसा व्यक्ति है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है और यह एक काला आदमी है और यह एक भारतीय महिला है और उनका कोई संबंध नहीं है तब सिद्धांत हमें बताता है कि यदि उनके पास 1 2 3 4 5 6 जैसे मध्यस्थ हैं तो अगर मैं हमारे प्रधान मंत्री से संपर्क करना चाहता हूं मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो शायद एक राजनीतिज्ञ है जिसका कुछ प्रभाव है मैं सिर्फ प्रधानमंत्री को पत्र भेजना चाहता हूं इसलिए मैं इसे इस व्यक्ति को भेजता हूं वह कोई व्यक्ति को जानता है जो दिल्ली में यम॰पी है इसलिए वह इसे उस व्यक्ति को भेजता है वह व्यक्ति इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो शायद संसद में है और वह व्यक्ति इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजता है जो वास्तव में अंत में इसे हमारे प्रधानमंत्री को भेज सकता है तो आपको क्या लगता है कि यदि आप एक भारतीय महिला के यहाँ और अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति के बीच एक ही तरह से देख रहे हैं किसी तरह यह संभव है कि अनुसंधान हमें बताता है और 80 के दशक में या 70 के दशक में बहुत सारे विस्तृत प्रयोग किए गए थे जो हमें बताते हैं कि छह डिग्री पृथक्करण के साथ हम एक दूसरे से जुड़ने में सक्षम हैं इसका मतलब है कि हमारे पास यह नेटवर्किंग का स्तर है और आज नेटवर्किंग के स्तर पर प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग एक महत्वपूर्ण सीमा तक बढ़ गई है इसलिए एक पारस्परिक संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता और नेटवर्किंग के महत्व पर चर्चा करते हुए हम नेटवर्क के रूप में रिश्तों के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं रिश्तों को समझना रिश्तों का एक पक्षी दृष्टि प्राप्त करना जब हम खोज विश्लेषण पहचान लेन देन के पैटर्न विभिन्न नेटवर्क समुदायों के बीच संबंधों की प्रकृति का पता लगाते हैं अब लेकिन यह एक सैद्धांतिक तरह का शोध है एक सामाजिक नेटवर्क एक सामाजिक संरचना है जो लोगों संगठनों सामाजिक संगठनों जैसे सामाजिक अभिनेताओं के एक समूह से बनी होती है जो एक से अधिक अभिनेताओं के बीच एक एक या अन्य सामाजिक संपर्क के साथ एक दूसरे से जुड़ाव कर सकते हैं परिप्रेक्ष्य पूरी बात का विश्लेषण करने के लिए तरीकों का एक सेट प्रदान करता है जबकि हम यह नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जो इन रुझानों को देखते हैं और यह कुछ ऐसा है जो व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि हम इसके बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं ताकि यदि आप सोशल नेटवर्किंग में थोड़ी रुचि रखते हैं तो आप अच्छे सोशल नेटवर्किंग के लिए रणनीति बना सकते हैं आप यह भी पता लगा सकते हैं कि लोग इस विशेष क्षेत्र की जांच क्यों करते हैं सामाजिक नेटवर्किंग में अनुसंधान का पता लगाना और विभिन्न संदर्भों में इसका महत्व कैसे हो सकता है वास्तव में कुछ क्षेत्रों में हम एक साथ थोड़ा सा प्रयोग करेंगे और मुझे जो निष्कर्ष मिलेंगे वे हमारे सॉफ्ट स्किल्स कोर्स के लिए बहुत प्रासंगिक होंगे आप एक बहुत ही बुनियादी स्तर पर सूक्ष्म स्तर पर नेटवर्क का विश्लेषण कर सकते हैं आप उसका माइक्रो स्तर पर विश्लेषण कर सकते हैं मध्य स्तर पर आप विशाल नेटवर्क के बारे में बात कर सकते हैं जैसे कि फेसबुक पर नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और प्रत्येक मामले में आप कुछ चीजों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे केस स्टडी हैं और मैं आपको निश्चित रूप से पुस्तकों और संदर्भों के कुछ लिंक प्रदान करूंगा जो आपको बताते हैं कि नेटवर्क में लोगों के व्यवहार का यह विश्लेषण बहुत सी चीजों को प्रकट करता है उदाहरण के लिए मैं आपको अंत तक कुछ उदाहरण दूंगा और शायद यही हमें कुछ हद तक मदद करेगा प्रासंगिकता छोटे और बड़े नेटवर्क में लोग कैसे व्यवहार करते हैं मैंने पहले से ही छह डिग्री पृथक्करण की अवधारणाओं पर चर्चा की है जो पहचानता है कि कौन प्रभावित है किस तरह की बातचीत होती है अब आप देखते हैं कि जब आप फेसबुक और अन्य सोशल नेटवर्क और सोशल मीडिया साइटों को देख रहे हैं तो इन घटकों को बहुत महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित किया जा सकता है क्योंकि मैं जल्दी से इस बात के अंत में आपके साथ साझा करूंगा वे ऐसा क्यों करते हैं आप भाषा को देखेंगे आप संस्कृति को देखेंगे आप संज्ञानात्मक और प्रेरक कारकों को देखेंगे जो लोगों के साथ महत्वपूर्ण व्यवहार करते हैं हम कुछ मामलों का अध्ययन करेंगे हम जल्दी से इस बात पर ध्यान देंगे कि मूल रूप से वहाँ पर क्या होता है और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि व्यवहार को कैसे संशोधित किया जाए उदाहरण के लिए यदि आप ट्वीट देख रहे हैं तो विज्ञापनदाताओं के साथ इन दिनों ट्वीट बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां विज्ञापन के लिए ट्वीट्स का उपयोग करती हैं क्यों क्योंकि आप देखते हैं कि यह वह जगह है जहां उन्हें उत्पादों के बारे में बहुत सारी प्रतिक्रिया मिलती है उन्हें कैसे माना जा रहा है क्या वे सफल हो रहा है क्या नहीं किया जा रहा है और जिस तरह से यह ट्वीट प्रचलित होता है और यही मैंने कहा है कि इस सत्र के दौरान आपको कुछ प्रयोगों के लिंक मिलेंगे जो हमने सेट किए हैं जो सोशल मीडिया जैसे ट्वीट्स या फेसबुक का उपयोग करते हैं ताकि यह समझ सकें कि ये व्यवहार बहुत प्रभावशाली कैसे हैं और आप इनसे सीख सकते हैं और यहां तक कि अपने सामाजिक कौशल और अपने सॉफ्ट स्किल्सको सुधारने के लिए उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं तो अब हम तकनीकी संदर्भ में सामाजिक नेटवर्किंग की ओर बढ़ रहे हैं यह सामाजिक संपर्क है जो व्यक्तियों के माध्यम से संबंध बनाकर किसी के व्यवसाय की संख्या बढ़ाने की प्रथा है दूसरी ओर नेटवर्किंग लगभग तब तक चली है जब तक कि समाज स्वयं अस्तित्व में हैं और वेब की अपार संभावनाओं के साथ आप देखते हैं कि अब नए प्रतिमानों का एक समूह विकसित हो चुका है नए दिशा निर्देशों का एक सेट तलाशना होगा और यही कारण है कि हम इन सभी बातों पर चर्चा कर रहे हैं अब यह छवि आपको कई प्रकार के प्रचारों का विचार देगी जब हम सामाजिक नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं आपके पास दस्तावेज़ और सामग्री है आपके पास ईवेंट हैं आपके पास संगीत है आप विकि आभासी दुनिया जीवन कास्टिंग चित्र समीक्षा और रेटिंग स्थान व्यावसायिक नेटवर्क व्यावसायिक डैशबोर्ड सुनने और लक्ष्यीकरण विभिन्न प्रकार के सामाजिक नेटवर्क चर्चा बोर्ड हैं धाराएं सामाजिक अवधि ब्लॉग और वार्तालाप सहयोग और क्या नहीं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न प्रतिक्रियाएं और गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला है और यह सब कुछ हमारे जीवन के उन क्षणों के साथ हो रहा है जो हमारे पास हैं मीडिया के माध्यम से हमें मॉड्यूल मीडिया सॉफ्टवेयर मीडिया एप्लिकेशन कहते हैं जो हम उपयोग करते रहते हैं ठीक है तो टेक्स्टिंग एसएमएस की रूढ़ियों से शुरू करके हमें फेसबुक ट्वीट ट्विटर्स लिंक्ड इन वगैरह यह एक विस्तृत विस्तार वाला क्षेत्र है जहाँ आप देखते हैं कि लोग विशिष्ट तरीके से नेटवर्क करते हैं और जिस तरह से वे नेटवर्क करते हैं जिस तरह से वे व्यवहार करते हैं वह उन्हें अधिक प्रभावशाली बना सकता है या उन्हें और अधिक सफल बना सकता है इसलिए यदि आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि हमने इस पर अभी तक चर्चा की है यदि आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि पदार्थ के संदर्भ में यह कैसे प्रासंगिक होने जा रहा है तो यहां इसका जवाब है क्योंकि यदि आप इस पर शोध करते हैं यदि आप इसका पता लगाते हैं तो किसी समय आप इन्हें लागू करने और नेटवर्किंग के संदर्भ में अधिक प्रभावशाली बनने के लिए कौशल विकसित करेंगे तो यह एक ऐसी चीज है जिसे मैं यहां प्रदान नहीं कर सकता लेकिन यह कुछ ऐसी दिशा है जिसमें मैं आपकी रुचि को विकसित कर सकता हूं ताकि आप इसे भविष्य में आगे बढ़ा सकें अब आप देखते हैं कि हम सोशल मीडिया को आगे ले जा रहे हैं और क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ नेटवर्किंग बहुत प्रचलित है तो यह कंप्यूटर की मध्यस्थता वाला उपकरण है जो लोगों और कंपनियों संगठन को इनकी अनुमति देता है ये कीवर्ड हैं शेयर विनिमय जानकारी है इसलिए हम जानकारी बनाने में सक्षम हैं और फिर आप जानकारी साझा या विनिमय करने में सक्षम हैं और यह एक से एक या आमने सामने या सामाजिक संचार के माध्यम से नहीं बल्कि आभासी समुदायों के माध्यम से होता है यह महत्वपूर्ण अंतर है जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यह वास्तविक समुदाय से अलग कैसे है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे तो आपके पास ब्लॉग फ़ोरम फोटो शेयरिंग सोशल गेमिंग वीडियो शेयरिंग वर्चुअल वर्ल्ड हैं ये ऐसे उदाहरण हैं जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं एक नए नियम और संबंध अब स्थापित हो चुके हैं आप देखते हैं कि मैंने जिन प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात की है उनमें से कुछ भी जरूरी नहीं है कि पहले नियम ही वायरल हो अब यह एक ऐसी सुविधा है जिसका उपयोग लोगों की मानसिकता में हेरफेर करने अफवाहें पैदा करने या कुछ चीजों को पसंद करने या नापसंद करने की भावना विकसित करने के लिए नुकसान उठाने के लिए किया जा सकता है वायरलिटी वह जगह है जहां सोशल मीडिया पर कुछ प्रोलिफायर करता है कुछ वायरल होता है जिसका मतलब है कि कुछ अचानक बहुत लोकप्रिय हो जाता है और हर कोई इसे सफेद कवरेज पाने के लिए इस प्रबंधन के साथ शुरू करने के लिए देखता है अब क्या वायरल होगा कुछ ऐसा है जिसे वैज्ञानिक और शोधकर्ता खोज रहे हैं यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है लेकिन एक निश्चित सीमा तक जब चीजें वायरल होती हैं तो वे सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित होता है कल्पना कीजिये की वायरल होना मतलब विज्ञापन मुक्त हो रही है कुछ निश्चित चीजें कुछ घटनाएं अथवा स्थान संवेदनशील होते हैं और जो लोग वस्तुतः विभिन्न स्थानों में हो सकते हैं लेकिन उस विशेष स्थान से जुड़े होते हैं वे उस पर प्रतिक्रिया देंगे हम कहते हैं कि NRI लोग भारत में होने वाली किसी चीज़ का जवाब देंगे इसलिए स्थान की विशिष्टता है समय की संवेदनशीलता राजनीति समय की संवेदनशीलता कुछ निश्चित समय सीमाएं और उसके भीतर बहुत सारी अफवाहेंअफवाहें फैलाना या कल्पना करना कि शेयरों की कीमत शेयर खरीदने और बेचने के आधार पर ऊपर और नीचे जा रही है और क्या हो रहा है यह लोगों द्वारा कैसे माना जा रहा है सामाजिक नेटवर्क और सामाजिक मीडिया के संदर्भ में सामाजिक सांस्कृतिक में पहचान की अवधारणा बहुत ही रोचक और प्रासंगिक है क्योंकि वहां आपकी एक आभासी पहचान है आपकी पहचान वहां बनाई गई है इसे वहां पर प्रचारित किया गया है और इसे अंत में लाया जा सकता है या वहां इसे ख़राब या महिमामंडित किया जा सकता है विभिन्न चीजों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमने वायरलिटी और विभिन् प्रसार तकनीकों के प्रकार के माध्यम से बात की है सामान्य सामाजिक लेन देन के बंटवारे को साझा करना बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन साझा करना अनाम उपयोगकर्ताओं के साथ साझा करने के एक अलग तरीके से होता है आप एक अनाम समुदायों के साथ साझा करते हैं आप नहीं जानते कि आप किसके साथ साझा कर रहे हैं लेकिन एक आदान प्रदान या एक लेन देन कुछ उपहार या पुरस्कार भी हो इसे कैसे साझा करें क्या साझा करें इन साझाकरणों के क्या निहितार्थ हैं क्योंकि यह बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प चीजें होती हैं या तो संसाधनों के बंटवारे के माध्यम से या लिनक्स पर प्रोग्रामिंग जैसे सहयोग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की चीजें विकसित की जा रही हैं विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं मैं सॉफ्टवेयर के एक खुले स्रोत की बात कर सकता हूं आइए हम कहते हैं कि उत्पादों के चार अलग अलग प्रकार हैं जो अन्यथा बहुत बहुत महंगे हैं जाहिर है साझा करने के लिए आपको समूह बनाने और सहयोग करने की आवश्यकता है जिसके बारे में मैंने बात की थी प्रासंगिकता इसे अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है प्राधिकरण आपको कैसे माना जाता है और आप किस प्रकार के प्राधिकरण हैं किस तरह की भावना का अधिकार आप संवाद करने में सक्षम हैं शक्ति आप संवाद करने में सक्षम हैं रचनात्मकता पहचान का गठन जनता की राय जो फिर से प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं जनता की राय जो कहती है कि अगर पीएम कहें तो कुछ ऐसा है जिसमें प्राधिकरण की आवाज़ है और किसी और द्वारा बनाए गए एक ही ट्वीट से इस तरह की भावना नहीं होगी इतिहास और प्रामाणिकता जो सलमान खान या सितारों का कहना है वह बहुत अधिक भार ले जाएगा जबकि कारखाने के कार्यकर्ता ने वह ही कहा कि शायद यह सुनने को नहीं मिलेगा या यह वायरल नहीं होगा इतिहास और प्रामाणिकता की अवधारणा कुछ है जिसे मैं जल्दी से छू लूंगा क्योंकि आप देखते हैं कि आज सोशल मीडिया में फेसबुक पर उदाहरण के लिए और इनमें से कई समाचार जो कुछ भी हो रहा है वह लाखों लोगों तक पहुंचता है इसका मतलब है कि बहुत से लोग हजारों और लाखों लोग करोड़ों लोग मानते हैं कि वहां क्या कहा जा रहा है तो यह मीडिया के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली विकल्प बन गया है जो स्पष्ट रूप से प्रामाणिक आवाज है लेकिन यहां आपने पाया है एक वैकल्पिक प्रामाणिक आवाज की खोज शुरू कर दी है पारस्परिक संबंधों पर प्रभाव बहुत अधिक है और हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं इसलिए प्रमुख उदाहरण उदाहरण के लिए यदि आप समकालीन संदर्भ को देख रहे हैं तो फेसबुक का समाचार फ़ीड यकीनन पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है ब्रेकिंग न्यूज से लेकर बेबी पिक्चर्स तक हर चीज के लिए 19 बिलियन लोग रोज आते हैं इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है और मैं आपको एक अध्ययन से कुछ उदाहरण दे रहा हूं जो मैंने गुप्त और ब्रुक के अंत में उद्धृत किया है जहां मूल रूप से क्या हुआ था जो कि अरब की क्रांति का प्रकार था जो 2011 में हुआ था और जिस तरह से लोगों ने विद्रोह किया और मौजूदा शासन को खत्म कर दिया उसे फेसबुक उपयोगकर्ताओं की संख्या कहने के लिए इस्तेमाल किया गया था तो यह एक व्यक्ति द्वारा खुद को आग लगाने से शुरू होता है और फिर आप देखते हैं कि मिस्र का विरोध सड़क पर होता है और फिर आप पाते हैं कि 2011 तक हमें कहने से थोड़ा कम है कि मैं 2 से 3 महीने कहूंगा कि शासन का पतन हो जाएगा अब यह फ़ेसबुक के माध्यम से बहुत ही विस्तार से होता है फ़ेसबुक ने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो यह सिर्फ एक उदाहरण है या अगर आप 2011 में हुए लंदन दंगों को देख रहे हैं तो यह अनिवार्य रूप से ट्वीट्स के माध्यम से सामने आता है तो आप देखते हैं कि किसी को दंगे की पहली रात गोली मार दी जाती है और बहुत सारे ट्वीट और ट्वीट्स के आधार पर जैसा कि हम स्थान की विशिष्टता और समय की विशिष्टता के बारे में बात कर रहे थे लोग उन विशेष क्षेत्रों में जाते हैं और ट्वीट्स के माध्यम से वे जानते हैं कि कहां अभिसरण करना है कहां सहभागिता करना है कहां शुरू करना है क्या करना है और इसलिए आप देखते हैं कि समूह गठन के लिए ट्वीट्स का उपयोग सामूहिक कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रेरित करने के लिए किया गया था यहां 2 उदाहरण दिए गए हैं और आप पाते हैं कि ट्वीट्स के साथ साथ फेसबुक का उपयोग आतंकवादियों द्वारा किया जाता है और कई अन्य लोगों द्वारा और ये केवल दो उदाहरण हैं सोशल मीडिया सामाजिक नेटवर्क की प्रक्रिया के माध्यम से कितना शक्तिशाली हो सकता है इसलिए मुझे उम्मीद है कि उदाहरण के लिए यदि आप वैश्विक सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करके पुस्तक प्राप्त करने का प्रबंधन कर सकते हैं तो यह आपको बहुत जानकारी देगा कि यह प्रक्रिया कैसे होती है लेकिन हमने जिन प्रतिभूतियों के संदर्भ में बात की है वे बिक्री के लिए विज्ञापन के संदर्भ में भी हो सकती हैं ब्रांड में सुधार के लिए किसी विशेष कंपनी के ब्रांड नाम को सशक्त करने या बढ़ाने के लिए या हमें कहने के लिए लोगों को इतनी सारी चीजों के लिए दान देने के लिए राजी करना चाहिए इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ अध्ययन करेंगे और हम कुछ और अंतर्दृष्टि के साथ आएंगे और मैं कुछ और दिलचस्प पेपर साझा करूंगा यदि आप इस विशेष क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आपको यह जानने में एक लंबा रास्ता तय करना होगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और आपको इस विशेष पंक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए